हम जो चर्चा कर रहे हैं वह है आज की दुनिया में जबकि ग्राहक एक बड़े होटल एक वैश्विक होटल श्रृंखला को देखता है तो हयात या हॉलिडे इन या मैरियट की तरह और ग्राहक को उम्मीद है कि सेवा स्तर का एक निश्चित स्तर ग्राहक के समर्थन में एक निश्चित उत्कृष्टता पैसे के लिए परिचालन दक्षता धन के बदले मूल्य एक निश्चित स्तर की विशिष्टता इस वैश्विक होटल श्रृंखला से उपलब्ध होगी लेकिन यह ग्राहकों की अपेक्षाओं की पूर्ति एक अखंड इकाई से नहीं बल्कि जिसे हमने एक सेवा पारिस्थितिकी तंत्र कहा है इसका अर्थ है कि यह वैश्विक होटल श्रृंखला वास्तव में विभिन्न प्रकार के सेवा प्रदाता या सेवा केंद्र या सेवा संस्थाओं की संख्या का एक संयोजन होगी उनमें से कुछ इस होटल श्रृंखला के स्वामित्व में हो सकते हैं और उनमें से कई इस होटल श्रृंखला के स्वामित्व में नहीं हो सकते हैं लेकिन वे इस कब्जे का हिस्सा होंगे तो वे सेवा बीपीओ की बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग विशेषज्ञ कंपनियां होंगी जो एक सहज संयोजन में एक साथ रखी जाएंगी जो ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करेगी और यह समूह गठन या नेटवर्क गठन हमने पिछले सत्र में चर्चा की थी मूल रूप से लागत मध्यस्थता श्रम मध्यस्थता कारणों से प्रेरित था यह तब प्रक्रिया उत्कृष्टता के विकास के युग में चला गया और उन भागीदारों को मूल्य दे रहा था जो खेल में बेहतर विशेषज्ञता ला सकते थे लेकिन हमने पिछले सत्र में चर्चा की कि अब हम एक विभक्ति बिंदु पर हैं जहाँ आज की तकनीकों का उपयोग करने वाले ये विशेषज्ञ एक नए स्तर की सेवा उत्कृष्टता पैदा कर सकते हैं और शायद नई प्रकार की सेवाएँ भी बना सकते हैं जिन्हें हमने पहले नहीं देखा था इसलिए आज के सत्र में हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं कि सेवा पारिस्थितिकी तंत्र और सेवाओं की नेटवर्किंग सेवा नवाचार को कैसे आगे बढ़ाती है इसलिए हमारे पास यह सेवाएं हैं मैंने चार ईबे एयर एशिया फ्लिप कार्ट गैना को चुना है उनमें से सभी पहली बार मॉडल का उपयोग नहीं कर रहे हैं उनमें से सभी प्रमुख इनोवेटर नहीं हैं उनमें से कुछ ईबे की तरह हैं उन्होंने इस पूरी ऑनलाइन नीलामी को भुगतान की एक नई विधि के रूप में और नए प्रकार के वाणिज्य के एक नए तरीके के रूप में बनाया जिसे अक्सर सी टू सी ग्राहक से ग्राहक कहा जाता है तो ईबे एक मंच प्रदान करता है जो ग्राहकों के एक वर्ग को वाणिज्य करने के लिए ग्राहकों के दूसरे वर्ग से निपटने की अनुमति देता है जो कि बहुत ही आधुनिक तरीके से पुरानी वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था के एक निश्चित संस्करण को लाया है तो कई प्रकार की अस्पष्ट अत्यधिक विशिष्ट वस्तुये हैं आज उन वस्तुओं में वाणिज्य अब वैश्विक हो गया है क्योंकि इस अद्वितीय सेवा मंच को ईबे द्वारा बनाया गया है इसी तरह एयर एशिया ने उड़ान का एक नया तरीका बनाया है जो बेशक कम लागत पर आधारित नहीं है लेकिन विभिन्न अन्य चीजें जैसे नेटवर्क के कई अपेक्षाकृत अनजान स्थानों तक फैलने पूरे देश को पर्यटन और अन्य विभिन्न लाभों के लिए खोलना एवं अन्य बातें भारत में फ्लिप कार्ट जो कि अमेज़ॅन जैसी कंपनियों द्वारा बनाए गए मॉडल का उपयोग एक हद तक करती है लेकिन आपको कैश ऑन डिलीवरी जैसी कुछ नवीन पद्धतियों का निर्माण भी करते हैं यह जानकर कि कई भारतीय ग्राहक ई कॉमर्स में भाग नहीं ले रहे हैं क्योंकि या तो उनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं थे या वे नेट पर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का उपयोग करने के लिए बहुत सहज नहीं थे इसलिए कैश ऑन डिलीवरी अब एक उद्योग मानक बन गया है लेकिन जब पहली बार कुछ कंपनियों द्वारा पेश किया गया था तो उनमें से एक नेता फ्लिपकार्ट ने एक नया प्रतिमान बनाया जिससे बड़ी संख्या में ग्राहकों के लिए बाजार खुल गया और आम तौर पर इस बड़े उछाल में योगदान दिया अब हम देखते हैं कि भारत में ई रिटेलिंग के क्षेत्र में या गैना उसी तरह का मॉडल है जैसा कि एप्पल ने आइट्यून के साथ पेश किया था लेकिन यह संगीत खरीदने या आनंद लेने का एक नया तरीका है भले ही खरीदना न हो लेकिन मूल रूप से एक नए तरीके से संगीत का उपभोग है इसलिए हम जो कह रहे हैं कि सेवा नेटवर्किंग और आउटसोर्सिंग या सेवा प्रदाताओं के समूह के साथ मिलकर ग्राहक के सामने काम करने से परिचालन लागत में तेजी से कमी आती है ये अपेक्षित लाभ हैं जिन्होंने इसे बढ़ाया लेकिन यह पहले ही हो चुका है यह ठीक हमारे सामने हो रहा है निश्चित लागतों को परिवर्तनीय लागतों में बदलने की क्षमता जिसकी चर्चा हमने पिछले सत्र में की थी मुख्य दक्षताओं और अभिगम पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रत्येक मामले में अग्रणी योग्यता और विशेषज्ञता तक पहुंच आदि इसमें सम्मिलित है इसलिए अब हम जो देख रहे हैं वह समूह या नेटवर्क या निम्नतम लागत प्रदाता का पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है बल्कि सबसे कम लागत पर सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों का एक पारिस्थितिकी तंत्र है तो यह एक अपराजेय संयोजन बना रहा है यह सेवाओं के इस व्यापक वर्गीकरण के अनुरूप है जहाँ हम व्यवसाय को व्यापार सेवाओं के लिए पारंपरिक गहन ज्ञान व्यापार सेवाओं को व्यापार से व्यापार सेवाओं को देखते हैं ये प्रबंधन परामर्श आईटी परामर्श आदि हैं व्यवसाय से व्यवसाय पारंपरिक डोमेन लेखा कानूनी सलाह प्रशिक्षण आदि उपभोक्ता सेवाएं दुकानें होटल बैंकिंग व्यक्तिगत देखभाल सौंदर्य देखभाल उनमें से कुछ आंतरिक हैं कुछ सार्वजनिक सेवाएं हैं कुछ लाभ सेवाओं के लिए नहीं हैं ये सभी विभिन्न प्रकार की सेवाएँ हैं जिनकी हम शुरुआत से ही इस पाठ्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं लेकिन इसे फिर से आपके सामने रखने का उद्देश्य यह है कि ये सभी डोमेन अब सेवा नेटवर्क और सेवा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खुले हैं इसलिए यहां तक कि उच्च अंत ज्ञान गहन व्यावसायिक सेवाएं जबकि प्रबंधन परामर्श के लिए संगठन के भीतर विशेषज्ञता के कुछ केंद्रों को बनाए रख सकते हैं लेकिन वास्तव में एक अलग ज्ञान केंद्र स्थापित कर सकते हैं जो मूल रूप से उस संगठन का आईटी हिस्सा प्रदान करेगा तो नेटवर्किंग की अवधारणा न्यूनतम लागत पर सर्वोत्तम विशेषज्ञता के आधार पर सेवा पारिस्थितिकी तंत्र विकास सेवाओं की पूरी नई पीढ़ी उत्पन्न करेगा इसलिए प्रौद्योगिकी इस नई पीढ़ी की सेवा का सबसे महत्वपूर्ण प्रवर्तक बन जाएगा इसलिए हम ईबे या पॉलिसीबाजार डॉट कॉम जैसी सेवाओं को देखेंगे आप जानते हैं कि यह बीमा की एक अनूठी तुलनात्मक सेवा है इसलिए लोग आज बीमा खरीद सकते हैं न कि अतीत के प्रभाव में बीमा एजेंट जो वास्तव में आपको उच्च दबाव वाले बिक्री रणनीति के तहत डालते हैं लेकिन आज ग्राहक एक बटन के क्लिक पर आपके सामने प्रस्तुत किए गए एक व्यापक तुलनात्मक मूल्य अनुसंधान के आधार पर अपना निर्णय करेगा या हमारे पास ईबे जैसी सेवाएं होंगी जैसा कि मैं अभी चर्चा कर रहा था कि वाणिज्य की एक नई श्रेणी बनाई गई है जो उपभोक्ता से उपभोक्ता या ग्राहक से ग्राहक वाणिज्य तक है और वे वास्तव में एक अखंड सेवा नहीं हैं पेपाल सहित सेवाओं का एक नेटवर्क भी है स्काइप जो उनके समग्र सेवा पैकेज का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा प्रदान कर रहे हैं लेकिन वे विभिन्न सेवा उत्कृष्टता केंद्र हैं वे एक ही स्वामित्व संरचना का अधिग्रहण या हिस्सा हो सकते हैं लेकिन परिचालनात्मक प्रमुख बिंदु है वे वास्तव में विभिन्न विशेषज्ञता केंद्रों के साथ आ रहे हैं तो यह आपके सामने चार्ट है तो ईबे उद्योग क्षेत्र ऑनलाइन नीलामी है नई सेवा नया व्यापार मॉडल व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के एक समुदाय के माध्यम से खरीदने और बेचने का एक नया तरीका है या जिसे हम अभी C से C कहते हैं एयर एशिया हवाई यात्रा का उपभोग करने का एक नया तरीका है जिसमें कोई भी तामझाम सेवा नहीं है और जो केवल किफायत पर जोर देते हैं फ्लिपकार्ट एक ई रिटेलर या ई टेलर है जैसा कि उन्होंने फोन किया था आज सामान खरीदने के लिए नया तरीका या अन्य सभी प्रकार के सामान या एक म्यूजिक रिटेलर आइट्यून संगीत को खरीदने और डाउनलोड करने का नया तरीका या गूगल इंटरनेट सर्च इंजन मैंने अब यहां दो प्रश्नवाचक चिह्नों के साथ एक नाम शामिल किया है नाम है फूड पांडा और आपका काम इस कंपनी के कामकाज को समझना है आप पहले से ही इस कंपनी से परिचित हो सकते हैं क्योंकि वे अब सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भारी विज्ञापन कर रहे हैं लेकिन मैं आपको जो करना चाहूंगा वह यह है कि आप यह कैसे पहचानें कि आपने उद्योग क्षेत्र के नक्शे पर फूड पांडा कहाँ रखा है उनका उद्योग क्षेत्र क्या होगा इसमें ही शायद आपको पता चलेगा कि सेवा उद्योग में नए क्षेत्र उभर रहे हैं क्योंकि यह तकनीक और सेवा परस्पर क्रिया है और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जैसे इस विवरण के तहत ईबे के मामले में यह नया सेवा नया व्यापार मॉडल हमने व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के समुदाय के माध्यम से खरीदने और बेचने का एक नया तरीका रखा है आप फूड पांडा की नई सेवा के नए व्यापार मॉडल का वर्णन कैसे करते हैं तो इस चार्ट में ये दो अंतराल हैं जिन्हें आपको भरना है और वह है आपका असाइनमेंट तो आपको याद है कि हमने पहले एन्सौफ़ मैट्रिक्स का उपयोग किया था जो मौजूदा उत्पाद या मौजूदा सेवा और नई सेवा और मौजूदा ग्राहक और नए ग्राहक हैं तो वही वर्गीकरण अब लागू होता है लेकिन अब हम यह पहचान रहे हैं कि कई बार यह नवाचार आंतरिक प्रक्रिया संचालित हो सकता है और ज्यादातर ये ऐसे हैं जो नेटवर्क लाभ के लिए बहुत ही अनुकूल हैं इसलिए यदि आप पढ़ते हैं तो अमेज़ॅन जो एक कंपनी है लेकिन यह वास्तव में ग्राहकों के विशाल नेटवर्क के साथ आपूर्तिकर्ताओं के दुनिया भर में एक विशाल नेटवर्क में महारत हासिल है तो उनका व्यवसाय मॉडल कई लोगों को कई से जोड़ने की क्षमता में है यह व्यवसाय मॉडल है और यह व्यवसाय मॉडल आज नवाचार या नई सेवा को वर्गीकृत करने के इस तरह से नए आयाम जोड़ रहा है इसलिए आज सेवाओं को आणविकृत किया जा रहा है जिसका मैंने पिछले सत्र में उल्लेख किया है और वे उपभोक्ता के सामने सभी परस्पर जुड़े हुए हैं वे एक सुंदर साफ पैकेज हो सकते हैं लेकिन आंतरिक रूप से यह सिर्फ एक घड़ी की तरह है जिसमें आंतरिक रूप से कई तंत्र एक साथ काम कर रहे हैं इसी तरह एक सेवा आपके सामने बाहरी रूप से एक इकाई हो सकती है लेकिन आंतरिक रूप से सेवाओं की अधिकता है जो एक साथ नेटवर्क की जाती हैं नए उत्पाद विकास में ग्राहक की भूमिका एक सह निर्माता के रूप में उपयोगकर्ता के रूप में थी लेकिन सेवा में ग्राहक इस प्रक्रिया का हिस्सा है इस बारे में हमने पहले चर्चा की है लेकिन मैं अभी आपके सामने फिर से लाया हूं जो कि ब्लू प्रिंटिंग से प्रारंभ है जो वास्तविक समय के बाजार अनुसंधान के लिए सेवा वितरण प्रक्रिया को समझने में है जोकि मार्ग पर चलने एवं प्रत्यक्ष संपर्क संवाद की सुविधा देता है तो विचार चरण या नियोजन चरण से अंतिम वितरण तक सही है और ग्राहक के साथ वितरण की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए हम कई दिलचस्प सेवाएं प्रदान कर सकते हैं उदाहरण के लिए यह शादी मैं आपको भारतीय शादी पारंपरिक भारतीय शादी और इससे पहले कैसे यह विभिन्न प्रकार की सेवाओं की आपूर्ति और आपूर्ति करने वाले छोटे सेवा प्रदाताओं की संख्या हुआ करता था चाहे वह खानपान सेवा हो चाहे वह फूल व्यवस्था सेवा हो चाहे वह संगीत सेवा हो चाहे सेवा के विभिन्न तत्व प्रदान करने वाली धार्मिक सेवा इस हेतु विभिन्न सेवा प्रदाता सेवा के विभिन्न तत्वों को प्रदान करते थे लेकिन आज इस विषय पर मेरे विचार से भी कई फिल्में हैं जैसे कि बैंड बाजा बारात या जो भी उस फिल्म का नाम था आप देखेंगे कि वे वास्तव में आज कैसे नहीं चल रही हैं एक अच्छा भारतीय विवाह आज एक साथ काम करने वाले कई व्यक्तिगत सेवा प्रदाताओं के रूप में नहीं होता है लेकिन यह सेवा पारिस्थितिकी तंत्र की तरह अधिक होता है मुझे लगता है कि सेवा के पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं वह निश्चित रूप से ईबे या ऐप्पल इट्यून का अध्ययन करके समझा जा सकता है लेकिन मुझे लगता है कि यह आज की बड़ी मोटी भारतीय शादी का अध्ययन करके भी अच्छी तरह से समझा जा सकता है और कैसे वे विभिन्न सेवा प्रदाताओं को एक साथ लाते हैं जो एक अमूर्त को समकालीन बनाते और वितरित करते हैं लेकिन सेवा का काफी आनंददायक पैकेज हैं और यह अच्छा होगा यदि आप इस कथन पर अपनी राय साझा करते हैं जो मैं कर रहा हूं कि हम एक पारंपरिक भारतीय शादी का अध्ययन कर सकते हैं और सेवा के उद्भव को समझ सकते हैं जो आज की दुनिया के लिए सेवा उत्कृष्टता के नए आयाम पैदा करेगा